ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन II पार्ट 2 सभी को नमस्कार l इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणित पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है

आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं पहली समस्या एक प्रथम क्वाड्रेंट में हैl दूसरा प्रश्न हम क्या पूछने जा रहे हैं तृतीय क्वाड्रेंट में वहां एक बिंदु B है जो कि कुछ इस प्रकार से होरिजेंटल प्लेन से 40 मिलीमीटर नीचे है वर्टिकल प्लेन के सामने में 50 मिली मीटर आगे है एक प्रश्न इस तरह से अधिक पूछा गया है l यदि हमारे पास यह तृतीय क्वाड्रेंट है तो यहां कहीं भी बिंदु B भी होता है जोकि होरिजेंटल प्लेन से40 मिली मीटर नीचे है क्योंकि यह होरिजेंटल प्लेन हैं तो इससे नीचे 40 मिलीमीटर l और वर्टिकल प्लेन के सामने यह वर्टिकल प्लेन है यह सामने या बैक साइड जिस भी तरीके से हम इसे देखते हैं l इसलिए यह 50 मिलीमीटर है यदि यह 50 मिलीमीटर है तो इस बिंदु B का वर्टिकल प्लेन होरिजेंटल प्लेन क्या प्रोजेक्शन होगा l अगला उद्देश्य हमें क्या करना है हमारी आखिरी चीज याद है हमें हमेशा सीधे वर्टिकल प्लेन पर इस बिंदु को प्रोजेक्ट करना है यहां कहीं यह नीचे जाता है लेकिन हॉरिजॉन्टल की चीज किस तरह से हम तृतीय क्वाड्रेंट के लिए करते हैं हमें हमेशा दक्षिणावर्त में 90 डिग्री करना है l इसलिए सबसे पहले यहां प्रोजेक्ट करते हैं और इसको त्रिज्या के द्वारा स्थानांतरित करते हैं यहां पर इसको घुमा देते हैं l इसलिए यहां पर हमारे पास यह b होगा यहां पर हमारे पास b होगा यह ऊपर आ जाता है और बॉटम से स्विच करता है l इसलिए आइए अब हम इस समस्या को देखते हैं बिंदु b 40 मिलीमीटर नीचे है और वर्टिकल प्लेन के सामने 50 मिलीमीटर है l इसलिए यह 50 मिलीमीटर है और 14 मिलीमीटर 0 10 20 30 40 यहां कहीं है l इसलिए आइए हमारा बिंदु इसको b कहते हैं यह यहां पर तृतीय क्वाड्रेंट में है l अब हमें इसको प्रोजेक्ट करना है इसलिए हमारा बिंदु b इस स्थिति में आता है l इसको जिसे हम b ' कहते हैं

a ' ऊपर के स्तर पर और a नीचे होता है तो यह प्रथम क्वाड्रेंट में एक बिंदु के लिए यह फ्रंट व्यू है और यह टॉप व्यू है l तो स्टेप्स जिनका हम पालन करते हैं सबसे पहले हमें एक रिफरेंस रेखा XY ड्रॉ करनी है यह XY रेखा है इसके बाद XY के ऊपर 20 मिलीमीटर की दूरी पर एक बिंदु a ' और निशान लगाते हैं हम वर्टिकल प्लेन पर 20 मिली मीटर को प्रोजेक्ट करते हैं l इसलिए 20 मिली मीटर की ऊंचाई पर हम XY के ऊपर a ' को मार्क करते हैं हम प्रथम क्वाड्रेंट में हैं l इसके बाद इस बिंदु से XY तक एक लंबवत रेखा खींचते हैं और इसके नीचे 30 मिली मीटर की दूरी पर टॉप व्यू को मार्क कर लेते हैं l एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो यह a ' फ्रंट व्यू है a टॉप व्यू है जो हमें मिलेगा l अब हम अगला प्रश्न पूछते हैं l एक बिंदु D हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 मिली मीटर नीचे है और 30 मिलीमीटर वर्टिकल प्लेन के सामने है इसके प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए l क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस बिंदु को कैसे ड्रॉ करते हैं इसको विजुलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें योजनाबद्ध तरीके से निर्माण करना होता है जैसे कि यह वर्टिकल प्लेन है और यह होरिजेंटल प्लेन हैं

आगे सबसे पहले हमें क्या करना है इसको वर्टिकल प्लेन बनाकर विजुलाइज करते हैं और शायद यह होरिजेंटल प्लेन होना चाहिए l अब क्या हमारे पास एक बिंदु A है होरिजेंटल प्लेन के ऊपर 20 मिलीमीटर 20 ऊपर यह यहां हो सकता है यह वहां हो सकता है लेकिन यह वर्टिकल प्लेन से 25 मिलीमीटर पीछे है l इसलिए यह वर्टिकल प्लेन के सामने हैं तो आइए इसको अब हम फ्रंट बनाते हैं और यह पीछे है l यदि ऐसा मामला है तो बिंदु a यहां कहीं पर होगा आइए अब हम कहते हैं कि बिंदु a जोकि VP से 25 मिलीमीटर पीछे है और HP से 20 मिलीमीटर ऊपर है l हमें क्या करना चाहिए प्रथम को प्रोजेक्शन टेक्निक का उपयोग करते हुए इस बिंदु के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को प्राप्त करना हैl आगे अब हमें क्या करना चाहिए हमेशा इस बिंदु a एक और सीधे तौर पर वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं और यह ध्यान रखें कि यह बिंदु a ' के रूप में हैं l इसके बाद इस बिंदु A को होरिजेंटल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं इसके बाद इसको 90 डिग्री पर घुमाते हैं l इसलिए इस बिंदु A को मार्क करने के लिए होरिजेंटल प्लेन को 90 डिग्री घुमाया जाता है l क्योंकि यह दूरी VP के 25 पीछे से 20 है इसलिए बिंदु A ऊपर आता है l क्योंकि 25 मिमी को हम शीर्ष दिशा पर स्थानांतरित कर रहे हैं और यह 20 है l इसलिए 25 बिंदु को जब हम इसे 90 डिग्री से घुमा रहे हैं तो यह हमेशा ऊपर जाता है इसलिए आइए अब हम कुछ इस तरह से इसको ड्राइंग शीट पर ड्रॉ कर सकते हैं आइए एक वर्टिकल प्लेन इस तरीके से ड्रा करते हैं l इसका नामकरण करें यह वर्टिकल प्लेन है यह x अक्ष y अक्ष है और पहली चीज जो हमें करनी है कि इस बिंदु a को वर्टिकल प्लेन के सामने 20 मिमी तक प्रोजेक्ट करें l इसलिए यहां कहीं 20 मिमी यहां यह आइए इसे हम a ' कहते हैं l और VP के पीछे 25 मिमी शायद यह बिंदु इस बिंदु को यहां कहीं पर स्थानांतरित करें l आइए इस बिंदु को a कहते हैं l डाइमेंशनिंग की हमेशा आवश्यकता होती है और जिसको हम इस साइड कर सकते हैं आइए अब हम इसको बनाते हैं मान लेते हैं कि यह वर्टिकल रेखाएं 25 हैं और यह 20 होगी यह पहला भाग है l आइए अब हम दूसरे भाग पर चलते हैं दूसरे भाग पर बिंदु B HP से 25 मिमी नीचे है और VP से 20 मिमी पीछे है l इसलिए VP के पीछे यहां है यह नीचे है l इसलिए बिंदु B वहां पर कहीं होना चाहिए इसके बाद सबसे पहले इस बिंदु B को वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं l इसलिए इस उद्देश्य के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नीचे 25 मिली मीटर हैl तो कुछ अंतराल छोड़ दें और यदि आप इस ड्राइंग शीट को देख रहे हैं तो किसी भी निर्माण के लिए न्यूनतम 30 मिलीमीटर का अंतराल देना होता है l प्रोजेक्टर C यदि ऐसा मामला है तो मेरे को प्रोजेक्टर से 30 मिलीमीटर देना है और आगे बढ़कर इसे 25 मिलीमीटर नीचे बनाते हैं l तो यहां पर कहीं 25 मिलीमीटर नीचे एक बिंदु मार्क करते हैं इसे b ' कहते हैं इन रेखाओं को जोड़ते हैं यह फ्रंट व्यू है यह टॉप व्यू b ' किया जाता है l इसके बाद VP के पीछे 20 मिमी इसलिए यहां कहीं पर 20 मिमी पीछे स्थित है l क्योंकि यह तृतीय क्वाड्रेंट है और हम क्या प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इस बिंदु B को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं और इसको घुमाते हैं l अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो यह यहां कहीं इसको 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहा होगा l इसलिए एक बिंदु वहां कहीं पर होगा l इसलिए आइए इस बिंदु को जोड़ते हैं और इसे हम b कहते हैं l तीसरा बिंदु C HP से 20 मिमी नीचे है और 30 मि मी VP के सामने हैं l तो बिंदु C सबसे पहले यहां कहीं नीचे स्थित है लेकिन VP के सामने मतलब यहां है l तो बिंदु C यहां कहीं पर होता है l इसलिए हम कैसे निर्माण करेंगे इस C बिंदु को उस पर प्रोजेक्ट करें इसको प्रोजेक्ट करें और इस होरिजेंटल प्लेन को 90 डिग्री घुमाएं l ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है